मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेक्टर पोटेंशियल पिछले व्याख्यान में हमने एम्पीयर का नियमAmpere's Law के इंटीग्रल फार्म के बारे में बात की और कुछ सिमिट्रिकल कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की गणना करने के लिए B0J तथा इसके इंटीग्रल फार्म Bdl0Ienclosed का प्रयोग B0J Bdl0Ienclosed हमने वहां यह भी कहा जिस प्रश्न का हम पता लगा रहे हैं वह यह था कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड की पोटेंशियल को परिभाषित कर सकते हैं इस व्याख्यान में हम इस प्रश्न को संबोधित करेंगे याद कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास E0 के बराबर था और हम इसका उपयोग एक पोटेंशियल को परिभाषित करने के लिए किया था क्योंकि ग्रेडिएंट का कर्ल हमेशा शून्य के बराबर होता है और इसीलिए इसका प्रयोग करके हम E V लिख सकते हैं क्योंकि E का कर्ल लेने पर शून्य प्राप्त होता है इसी तरह अब हम समीकरण B0 का उपयोग मैग्नेटिक फील्ड के संदर्भ में करते हैं E0 E V B0 अब हम यह भी दिखा सकते हैं कि एक वेक्टर फील्ड के कर्ल का डायवर्जेंस हमेशा शून्य होता है इसलिए B के डायवर्जेंस के शून्य होने का अभिप्राय है कि मैं B को Ar के कर्ल के रूप में लिख सकता हूं और इसलिए अब हम कह सकते हैं कि B को एक अन्य वेक्टर फील्ड A के कर्ल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसे मैं वेक्टर पोटेंशियल कहने जा रहा हूँ इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में हमारे पास एक स्केलर पोटेंशियल V था जिसे किए गए कार्य के रूप में भी परिभाषित किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेक्टर पोटेंशियल वह है जिसका कर्ल मुझे मैग्नेटिक फील्ड देता है वेक्टर फील्ड के डायवर्जेंस का कर्ल0 B0 BA अब जैसे V को एक स्थिरांक के तौर पर परिभाषित किया गया था इसका क्या मतलब है इसका अभिप्राय है कि मेरे पास V या VC हो सकता है जिसमें मैंने V में एक स्थिरांक जोड़ा हुआ है तो यह अभी भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड अथवा वही फिजिकल क्वांटिटी प्रदान करती है इसी तरह यहां जब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड B कर्ल A के रूप में है तो हम A के इस कर्ल को किसी अन्य क्वांटिटी के ग्रेडिएंट के योग के साथ भी लिख सकते हैं आइए हम इस अन्य क्वांटिटी को कहते हैं क्योंकि एक ग्रेडिएंट का कर्ल हमेशा शून्य होता है और इसलिए A को एक स्केलर फील्ड के ग्रेडिएंट के द्वारा परिभाषित किया गया है तो जिस प्रकार पोटेंशियल V में एक आर्बिट्रेरी कान्स्टन्ट समय देखें 0455 होता था उसी प्रकार A में भी एक स्केलर फील्ड के ग्रेडिएंट तक आर्बट्रेरीनस उपस्थित होती है

BA BA क्योंकि 0 A की भौतिक व्याख्या क्या है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि A का क्या अर्थ है याद करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में पोटेंशियल एनर्जी उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट चार्ज को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कार्य था क्या मैं यहां इसी तरह की व्याख्या कर सकता हूं तो उत्तर सरल नहीं है लेकिन हम A के डाइमेंशंस को देखते हुए कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि A का कर्ल मुझे B देता है और इसलिए A का डायमेंशन A B तथा लंबाई के गुणनफल BL के डायमेंशन के समान होगा हैं Bके लिए याद करते हैं कि हमारे पास फोर्स FqvB के बराबर है और इसलिए हमें BFqvमिलता है आइए हम इसे यहां पर प्रतिस्थापित करते हैं तो मुझे A के डायमेंशन के रूप में FLqv मिलती है और क्योंकि Lv को टाइम लिखा जा सकता है इसलिए qAFt प्राप्त होता है Ft मोमेंटम है AB ABLFLqV qvBF or BFqv qAFtमोमेंटम or qAमोमेंट की डायमेंशन तो इस प्रकार q A का डायमेंशन मोमेंटम निकलता है हालांकि यह सीधे किसी कण या किसी भी चीज का संवेग नहीं है लेकिन हम आगे देखेंगे कि यह एक भूमिका निभाता है अभी मैं इसको आगे के लिए छोड़ता हूं आइए अब उदाहरण लेते हैं और कुछ निश्चित समस्याओं को हल करते हैं जहां हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की गणना करेंगे पहले उदाहरण के तौर पर मैं करंट ले जाता हुआ एक अनंत लंबाई का सीधा तार लूंगा इस मामले को अभी अभी हमने पिछले व्याख्यान में देखा था और हमने पहले भी चर्चा की थी कि इसका मैग्नेटिक फ़ील्ड इस तरह से सर्कल में होता है और इसलिए मैं लिख सकता हूं कि s दूरी पर B का मान Bs0I2πs द्वारा दिया जाता है जहां फील्ड की दिशा है यह और कुछ नहीं बल्कि A का कर्ल है क्योंकि यहां पर सिलैंडरिकल सिमेट्री है और इसलिए मैं कर्ल की परिभाषा का उपयोग सिलैंडरिकल कोऑर्डिनेट के संदर्भ में करूंगा Bs0I2πsA और सिलैंडरिकल कोऑर्डिनेट में हमें A का केवल फाई कॉम्पोनेंट A यह A के s और z कॉम्पोनेंट के पार्शियल डेरिवेटिव As∂z Az∂s के रूप में दिया जाता है और हमारे मामले में यह 0I2πs के बराबर होता है इससे तुरंत पता चलता है कि मैं As0 और Az 02πlog s है आप तुरंत देख सकते हैं कि यह मुझे B के लिए सही उत्तर देता है मैं A0 को भी चुन सकता हूं A As∂z Az∂s0I2πs As0 Az 02πlog s A0 और इसलिए मैं करंट ले जाता हुआ एक अनंत लंबाई का सीधा तार के लिए A वेक्टर को 02πlog s z लिख सकता हूं A 02πlog s z दूसरे उदाहरण के तौर पर आइए हम एक यूनिफॉर्म फील्ड BB z को लेते हैं कुछ इस तरह सभी जगह पर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का उपयोग कर रहा हूं इसलिए मैं इसे मैट्रिक्स के रूप में लिखने जा रहा हूं यहां मुझे केवल z कॉम्पोनेंट्स में दिलचस्पी है तो यह मैट्रिक्स से बराबर होना चाहिए BBzxAz∂y Ay∂zyAx∂z Az∂xzAy∂x Ax∂y इसलिए हमें Ay∂x Ax∂y B के बराबर मिलता है आप तुरंत देख सकते हैं कि यहां तीन अलग अलग संभावनाएं है मैं AyBx2 और Ax By2 के बराबर ले सकता हूं और इसलिए वेक्टरAB2 yxxy के बराबर है जिसे मैं Bs2 के रूप में लिख सकता हूँ यह एक संभावना है Ay∂x Ax∂yB AyBx2 Ax By2 AB2 yxxy Bs2 दूसरी संभावना है कि मेरे पास AyBx Ax0 Az0 हो सकता है तो मेरे पास ABxy है या तीसरी संभावना है Ay0 Ax By और Az0 और इसलिए A Byx ये तीनों संभावनाएं मुझे B के लिए वही उत्तर देती हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वे सभी क्वांटिटीज से अलग होंगे जो एक या दूसरी क्वांटिटी के ग्रेडियेंट होंगे द्वितीय संभावना AyBx Ax0 Az0 ∴ ABxy तृतीय संभावना Ay0 Ax By Az0 ∴ A Byx आइए अब हम दो विशेष स्थितियों को लेते हैं हमें A By2xBx2y तथा A Byx प्राप्त हुआ था आइए हम इसका अंतर लेते हैं जिसमें एक को A1 और दूसरे को A2मान लेते हैं और इस प्रकार A1 A2 By2xBx2y के बराबर है और इसे आप स्पष्ट रूप से Bxy2 के ग्रेडियंट के रूप में देख सकते हैं तो हमने दिखाया है कि दो वेक्टर पोटेंशियल के बीच का अंतर एक स्केलर फील्ड के ग्रेडिएंट के बराबर है A1 By2xBx2y A2 Byx A1 A2By2xBx2y तीसरे उदाहरण में आइए हम इस करंट ले जाती हुई शीट के लिए वेक्टर पोटेंशियल की गणना करें जिसमें सरफेस करंट KK y के बराबर है मैं आपको इस करंट ले जाती हुई शीट के लिए याद दिलाता हूं कि पिछले व्याख्यान में मैंने इस x को इस दिशा में y को शीट के अनुदेश और z को ऊपर जाता हुआ लिया था और मैग्नेटिक फील्ड B को 0K2x या 0K2x के रूप में लिया था तो आइए इसके लिए A की गणना करें A के द्वारा मुझे 0K2 x यहां पर z 0 है यहां पर x कॉम्पोनेंट Az∂y Ay∂z के द्वारा दिया जाता है और इसलिए मैं तुरंत वहाँ लिख सकता हूँ Az0Ky2और Ay0 के बराबर है या इसका कोई अन्य संयोजन जो मुझे यह उत्तर देता है यदि आप अलग अलग A के बीच के अंतर की गणना करते हैं तो निश्चित रूप से स्केलर फ़ील्ड के ग्रेडियंट के बराबर प्राप्त होता है